कार्यान्वयन चरण से सम्बंधित खंड 2 इकाई 12 के अध्ययन में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने योग्यतादक्षता के लिए निर्देश सामग्री बनाने की प्रक्रिया को समझा था जो कि पाठ्यक्रम डिजाइन के विकास चरण से संबंधित था पाठ्यक्रम डिजाइन एक निश्चित "निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन" के ढांचे के भीतर किया जाना है कई ढांचे हैं लेकिन हम ADDIE का अनुसरण कर रहे हैं ADDIE का तात्पर्य है विश्लेषण डिजाइन विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन ये ADDIE मॉडल के 5 चरण हैं अब तक हमने विश्लेषण चरण देखा है जिसमें हमने पाठ्यक्रम के परिणामलक्ष्य तैयार किए और उन्हें दक्षताओं में विस्तारित किया है डिजाइन चरण में हमने मूल्यांकन के मुद्दे को संबोधित किया और दक्षताओं और पाठ्यक्रम परिणामों के साथ संरेखण में मूल्यांकन की योजना कैसे बनाई जाती है को समझा विकास के चरण में हमने देखा कि एक योग्यता के लिए निर्देशात्मक सामग्री कैसे बनाई जाती है और हमने सामग्री के "स्क्रिप्ट और संवाद" चरण का प्रस्ताव दिया यदि इसका पालन किया जाता है तो कोई निर्देशात्मक सामग्री विकसित कर सकता है चाहे शिक्षण सामग्री केवल उनमे से एक हो कभी कभी शिक्षक कुछ ऐसी सामग्री तैयार करता है जो पाठ्यपुस्तक में आसानी से उपलब्ध नहीं होती है कार्यान्वयन चरण इच्छित परिणाम कार्यान्वयन चरण की उप प्रक्रियाओं की पहचान है प्रत्येक चरण में कुछ उप प्रक्रियाएँ होंगी और यद्यपि उप प्रक्रियाएँ और उनका क्रम कुछ भी अनूठा नहीं है लेकिन उप प्रक्रियाओं के कुछ जोड़े हमें पहचानना और अनुक्रमित करना चाहिए उप प्रक्रियाओं का एक जोड़ा यहां प्रस्तुत किया गया है जो हमें लाभप्रद और उपयोगी लगा कार्यान्वयन चरण विकास के चरण का अनुसरण करता है लेकिन जब भी आप किसी एक को लागू कर रहे होते हैं तो यह पाठ्यक्रम की पेशकश का एक उदाहरण होता है जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक कोर्स की पेश किया तो यह एक कोर्स की पेशकश का एक उदाहरण है लेकिन हर बार जब मैं इस पाठ्यक्रम की पेशकश करता हूं तो संदर्भ थोड़ा अलग हो जाता है सबसे पहले जो छात्र मेरे पाठ्यक्रम में आते हैं वे अब पिछले वाले की तुलना में अलग हैं और जहां मैं पेशकश कर रहा हूं वह संस्थान में संगठन के संबंध में मामूली बदलाव हो सकते हैं या कुछ नई सामग्री आ सकती है और मैं खुद पाठ्यक्रम की सामग्री में मामूली बदलाव लाना चाहता हूं इत्यादि इसलिए निश्चित रूप से पाठ्यक्रम के पेशकश के संदर्भ और भेंट के समय के आधार पर पेशकश के प्रत्येक उदाहरण के थोड़ा अलग होने की संभावना है जब आप कार्यान्वयन चरण की योजना बना रहे हों तो उसे पाठ्यक्रम की पेशकशउद्देश्यों के उदाहरणों की बारीकियों को प्रस्तुत करना चाहिए इसका मतलब है अगर मैं 1 अगस्त से आने वाले सेमेस्टर में एक पाठ्यक्रम की पेशकश करने की योजना बना रहा हूं तो मुझे उस पाठ्यक्रम की पेशकश की सभी बारीकियों को अपने लिए लिखना चाहिए जिस तरह से मैं अगस्त की अवधि से करना चाहता हूं उसमे कुछ विशिष्टता होती है कार्यान्वयन चरण की सामग्री की पेशकश एक दुसरे थोड़ी ही भिन्न होगी बहुत अधिक नहीं जब तक कि पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं किया जाता है और पूरी तरह से अलग सामग्री नहीं लाई जाती है उस स्थिति में आपको विश्लेषण चरण से फिर से शुरू करना होगा और अन्य सभी चरणों से भी गुजरना होगा कार्यान्वयन चरण के विभिन्न तत्व और प्रक्रियाएं हैं एक पाठ्यक्रम लिखना हम इसको विस्तार से अभी बताएँगे एक पाठ्यक्रम के संचालन के लिए संसाधनों की योजना बनाना और उसके लिए योजना बनाना जब छात्र एक वर्ष से दूसरे वर्ष में बदलते हैं तो मुझे यह महसूस करने की आवश्यकता है कि मेरे पास किस तरह के छात्र हैं मैं उन्हें एक सामान किरदार या गुणधर्मों वाले समूहों में वर्गीकृत नहीं कर सकता प्रत्येक बैच थोड़ा अलग है और हम छात्रों की क्षमताओं और उनकी प्रेरणा के बारे में प्रशिक्षक की धारणा का पता लगाने की कोशिश करते हैं प्रत्येक शिक्षक को एक व्याख्यान कार्यक्रमव्याख्यान योजना तैयार करनी होगी अवलोकन और निर्देश कक्षा सत्र आयोजित करने के बाद मैं 2 या 3 वाक्यों में अपने अवलोकन यह कैसे हुआ क्या कठिनाइयाँ थीं या क्या सफलताएँ दर्ज करता हूँ कभी कभी हम इसके लिए विभिन्न कारणों से अतिरिक्त सत्र भी आयोजित करते हैं इन्हें रिकॉर्ड किया जाना चाहिए उस सेमेस्टर के लिए विशेष रूप से मूल्यांकन के साधन बनाएं चाहे वह क्विज़ हो या कक्षा परिक्षाए या अंतिम सेमेस्टर परीक्षा हो यदि यह एक स्वायत्त संस्थान है या यदि यह एक संबद्ध कॉलेज है तो परीक्षा नियंत्रक एसईई के लिए मूल्यांकन साधन के डिजाइन की व्यवस्था करेगा जैसे की प्रत्येक मूल्यांकन के बाद छात्रों को प्रतिक्रिया मूल्यांकन के साधनों के प्रेक्षण और सत्र के दौरान छात्र की प्रतिक्रिया छात्रों को ट्रैक करना हम छात्रों के प्रदर्शन पर नज़र रखना चाहते हैं ताकि सेमेस्टर के अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय उसके थोड़े पहले उचित कार्रवाई की जा सके कार्यान्वयन चरण का पहला तत्व पाठ्यक्रम है भारत और अन्य जगहों पर पाठ्यक्रम शब्द को समझने के तरीके कुछ अलग हैं शब्द पाठ्यक्रम को आम तौर पर ख़ास क्रम में व्यवस्थित विषयों की सूची के रूप में समझा जाता है कभी कभी इकाइयों के रूप में या कभी कभी विषय के आधार पर आप उन्हें कुछ अनुच्छेदों में विभाजित करते हैं और विषयों को सूचीबद्ध करते हैं आप पाठ्यक्रम से जुड़े क्रेडिट की संख्या को इंगित करते हैं और पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की सूची बनाते हैं किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी पाठ्यक्रम की पुस्तक में केवल यही सामग्री होगी शिक्षक इसे मान लेंगे कि पाठ्यक्रम छात्रों को पहले से ही पता है कुछ मामलों में शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम के विवरण के बारे में कुछ मुद्रित कागज की एक शीट या वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हैं देते है सभी अच्छे संस्थानों में विशेष रूप से स्वायत्त संस्थानों में एक प्रथा है कि शिक्षक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में कुछ लिखेंगे और वह क्या उम्मीद कर रहे हैं लेकिन यदि आप इनमें से किसी भी दस्तावेज का सर्वेक्षण करते हैं तो आप पाएंगे कि कोई भी किसी विशेष प्रारूप का पालन नहीं करता है जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम दूसरे से थोड़ा अलग प्रारूप जमा करने के लिए एक प्रारूप निर्धारित करता है सभी शिक्षक सदस्यों को विश्वविद्यालय या कॉलेज के सभी संकायों से उनके द्वारा दिए गए प्रारूप में ही पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना होता है अब हम इस अर्थ में पाठ्यक्रम को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे इस पर जॉयस और मर्लिन द्वारा पाठ्यक्रम लिखने के बारे में एक किताब भी लिखी गई है एक अच्छी तरह से लिखित पाठ्यक्रम शिक्षक और छात्रों का समान रूप से मार्गदर्शन करता है विशेषतः यह छात्रों को बहुत स्पष्ट करता है कि उन्हें क्या चाहिए उनसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है और इसी तरह शिक्षको के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है कुछ शिक्षको में अपने पसंदीदा विषयों पर अधिक समय और अन्य चीजों पर कम समय बिताने की प्रवृत्ति होती है कभी कभी कुछ विषयों को छोड़ भी देते हैं पाठ्यक्रम को शिक्षको का मार्गदर्शन करना चाहिए शिक्षक सदस्य खुद ही पाठ्यक्रम लिखेंगे केवल पाठ्यक्रम लिखने और छात्रों को प्रस्तुत करने के बाद शिक्षको से भी सेमेस्टर के दौरान उसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है पाठ्यक्रम स्वयं छात्रों को पाठ्यक्रम के व्यापक उद्देश्य विशिष्ट पाठ्यक्रम परिणामों CO's के बारे में जानकारी प्रदान करता है छात्र से पाठ्यक्रम के अंत में प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है निर्देशात्मक योजना छात्रों से अपेक्षित कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और ऐसे ही कई अन्य मामले पहली बार जब आप इस प्रारूप में पाठ्यक्रम को लिखते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली और अनावश्यक रूप से विस्तृत लग सकता है लेकिन एक बार जब आप इसे साल दर साल करते हैं तो आप केवल इसके तत्वों को थोड़ा ही बदल सकते हैं इसलिए एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में सिलेबस को अपग्रेड या संशोधित करते रहना शिक्षक पर कोई बड़ा बोझ नहीं है पाठ्यक्रम की शुरुआत में एक लिखित पाठ्यक्रम वितरित करके प्रशिक्षक कक्षा के लिए छात्रों की अपेक्षा के बारे में छात्रों की गलतफहमियों को कम कर सकता है यह शिक्षक के लिए स्पष्ट हो सकता है लेकिन छात्र के लिए यह इतना स्पष्ट नहीं हो सकता है यदि यह सूचित नहीं किया जाता है या यदि छात्र गलत समझता है और क्रॉस चेक नहीं करता है तो वह सेमेस्टर के अंत में बहुत भारी कीमत चुकाता है इस गलतफहमी को दूर करने के लिए एक अच्छी तरह से लिखा गया पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पाठ्यक्रम पूरे सेमेस्टर में फैकल्टी को ट्रैक पर रख सकता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम किसी एक बिंदु पर रुके नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए और आपके पास आगे पहुंचने के लिए कुछ लक्ष्य होना चाहिए वास्तव में छात्रों को बताए गए पाठ्यक्रम के परिणामों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना ही मुख्य लक्ष्य है पाठ्यक्रम के कई घटक हैं यह कहते हुए एक या दो वाक्य लिखना हमेशा अच्छा होता है कि पाठ्यक्रम क्या है इसका उद्देश्य क्या है "पाठ्यक्रम का अवलोकन और संदर्भ" में सन्निहित है बाकी कार्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम का संबंध पाठ्यक्रम की प्रकृति पेशे के लिए इसका महत्व और प्रशिक्षक द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण शामिल है यह विश्लेषण चरण में बनाया गया था पाठ्यक्रम का संदर्भ और विश्लेषण चरण में इसे जिस तरह से लिखा गया है उसका अवलोकन यहां करना चाहिए पाठ्यक्रम के परिणाम लिखें ये भी विश्लेषण चरण में तैयार किए गए थे और उन्हें यहां रखे इसके अलावा पाठ्यक्रम दक्षताओं में ये पाठ्यक्रम परिणामों का विस्तार है यदि आप 62 पाठ्यक्रम परिणाम लिख रहे हैं तो दक्षताओं की संख्या लगभग 15 प्लस या माइनस 5 हो सकती है लेकिन वास्तव में 20 से अधिक नहीं हो सकती है और बहुत कम ही यह 20 तक पहुंच जाएगी प्रत्येक दक्षता के साथ हम एक निर्देशात्मक इकाई को सम्बद्ध करते हैं जैसा हमने पिछली इकाई में समझाया है पाठ्यक्रम की सामग्री उन विषयों की सूची है जिनसे हर कोई परिचित है सीखने के संसाधन है "पाठ्यपुस्तकें संदर्भ और टिप्पणियो में दी गयी इंटरनेट लिंक सीखने के संसाधनों में सन्निहित हैं यदि कुछ अकादमिक प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है तो किताबों और इंटरनेट दोनों से प्राप्त कुछ सामग्री शिक्षक द्वारा तैयार की जा सकती है और उपलब्ध करायी जा सकती है डिजाइन चरण में तय किए गए मूल्यांकन के तरीके का उल्लेख किया जाना चाहिए मूल्याङ्कन का तरीका इस बारे में भी बतायेंगा कि सीआईई के लिए कितना प्रतिशत चाहिए उसके घटक क्या हैं उसे कितना महत्व दिया जाता है एसईई के लिए कितना प्रतिशत चाहिए और संस्थान या विश्वविद्यालय के क्या विधान हैं डिजाइन चरण में जो कुछ भी किया गया है उसे यहां रखा जाना चाहिए "उपस्थिति नीति" - इसमें कॉलेज विश्वविद्यालय के मानदंडों और प्रशिक्षक की शर्तों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए एक स्वायत्त कॉलेज में एक प्रशिक्षक भी अतिरिक्त रूप से यह निर्धारित कर सकता है लेकिन एक संबद्ध कॉलेज में यह विश्वविद्यालय ही है जो मानदंड तय करता है कि जैसे न्यूनतम 75 या 80 प्रतिशत उपस्थिति और इसी तरह यदि कोई इससे कम रह जाता है तो किन आवश्यक कदमो का पालन करना हैं यह सभी उपस्थिति नीति का हिस्सा हैं "निर्देश अनुसूची" - इसमें "कक्षा और प्रयोगशाला कार्यक्रम" की विशिष्ट तिथियां देते है हर बार जब पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है तो तारीखें बदल जाएंगी इसलिए तारीखों के साथ व्याख्यान योजना निर्देश अनुसूची को शामिल करने की आवश्यकता है सत्रीय कार्य असाइनमेंट्स यदि 2 सत्रीय कार्यों की योजना बनाई जाती है तो शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वे इन कार्यों को पहले से तैयार कर लें उन्हें छात्रों को किस समय उपलब्ध कराया जाएगा छात्रों को किस समय तक जमा करना होगा और सत्रीय कार्य की प्रकृति चाहे वह सामूहिक हो या व्यक्तिगत या जैसा भी हो चाहे वह 2 या 3 सत्रीय कार्य हों समस्त विवरणों को तारीखों के साथ रखना होगा परीक्षण और सत्रीय कार्य के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाएं यदि किसी रूब्रिक खास पद्धति का उपयोग किया जा रहा है तो परीक्षण और सत्रीय कार्य के मूल्यांकन की सभी संरचना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए एक सत्रीय कार्य में हल करने के लिए केवल 2 समस्याएं हो सकती हैं लेकिन सत्रीय कार्य में अधिक प्रश्न आंशिक रूप से "समझने श्रेणी" और आंशिक रूप से "लागू श्रेणी" से हो सकते हैं इसलिए आप जो भी अंक खास पद्धति में आवंटित कर रहे हैं तो आप उसका अनुसरण करेंगे यदि आप चाहते हैं कि छात्र एक रिपोर्ट लिखे तो वह सब मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए "देर से असाइनमेंट जमा करने की नीति" यदि कोई शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है जो असाइनमेंट जमा करने के लिए है तो यह निर्धारित समय के बाद छात्र द्वारा सबमिट की गई किसी भी चीज़ को अस्वीकार कर देगा देर से असाइनमेंट जमा करने की नीति अग्रिम रूप से लिखी और संप्रेषित की जानी चाहिए कभी कभी आपको सपुरक परीक्षा या कार्य नीति भी बनानी होती है यदि असाइनमेंट में रिपोर्ट शामिल है तो संदर्भ देने के लिए उद्धरण शैली का पालन किया जाना चाहिए उद्धरण कैसे दिया जाना चाहिए यह दिखाने के लिए नमूने दिए जा सकते हैं व्यवहार अपेक्षाएं प्रशिक्षकों की छात्रों के व्यवहार की अपेक्षाएं के बारे में इसमें कक्षा में आने के समय के संबंध में सेल फोन मोबाइल इंटरनेट उपकरणों और लैपटॉप के उपयोग के संबंध में विषय सन्निहित अकादमिक बेईमानी धोखाधड़ी या साहित्यिक चोरी से संबंधित नियम आमतौर पर कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं वह जानकारी भी यहां संलग्न की जानी चाहिए छात्र यह जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें कोई संदेहप्रश्न है तो वे शिक्षक से कब मिल सकते हैं यदि प्रशिक्षक यह कहता है की वह सप्ताह में इन इन घंटो समय पर उपलब्ध है तो कोई भी उसके पास आकार और उस पाठ्यक्रम के संबंध में उससे मिल सकता है शिक्षण सहायकों यदि कोई हो से कैसे संपर्क किया जाना चाहिए इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए इन दिनों कॉलेजोंसंस्थानों को विकलांग छात्रों को नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो की दिव्यांग कहलाते हैं यदि दिव्यांग छात्र हैं तो उपलब्ध "विशिष्ट सहायता प्रणाली" का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए नैक और एनबीए दोनों ही दिव्यांगों की व्यवस्था के बारे में कॉलेजोंसंस्थानों से स्पष्ट रूप से जानकारी मांगते हैं जैसा कि देखा गया है कि पाठ्यक्रम के घटकों में लगभग 17 18 अवयव हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी अवयव आपके संदर्भ में या पाठ्यक्रम हेतु प्रासंगिक नहीं है तो उन्हें हटाया जा सकता है इन दिनों चूंकि हर कोई इंटरनेट साधनों पर उपलब्ध है आप इसे कक्षा के पहले दिन ही व्हाट्सऐप पर डाल सकते हैं और छात्रों के साथ साझा कर सकते हैं या पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले इसे उन छात्रों के साथ साझा किया जा सकता है जो आपके पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत थे छात्रों से जो अपेक्षा की जाती है उसे बहुत स्पष्ट कर दिया जाता है ताकि कोई गलतफहमी और उसके दुष्परिणाम न हों क्योंकि तकनीके अलग अलग है आपको संसाधनों के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है बेशक आप कुछ चाहते हैं लेकिन यह संस्थान में उपलब्ध हो भी सकता है और नहीं भी इसलिए संसाधनों के संबंध में सेमेस्टर शुरू होने से पहले आपको थोड़ी अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए उदाहरण के लिए छात्रों की संख्या और चुनी गई वितरण प्रोद्योगिकी डिलीवरी तकनीक के आधार पर पाठ्यक्रम को संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की योजना बनाई जानी चाहिए यही योजना का उद्देश्य है यदि समूह चर्चा एक महत्वपूर्ण कक्षा गतिविधि है तो फर्नीचर को ऐसी गतिविधि हेतु समुचित होना चाहिए आपके पास कठोर बेंच और कुर्सियाँ नहीं होना चाहिए और ऐसे स्थिति में समूह चर्चा की उम्मीद नहीं करना चाहिए इसके बढ़ने की संभावना है हालांकि यह अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है यदि छात्रों से कक्षा में लैपटॉप या टैबलेट के साथ काम करने की अपेक्षा की जाती है तो फर्नीचर बिजली आपूर्ति कनेक्शन और वाई फाई मॉडेम उपलब्ध कराया जाना चाहिए यदि एक एलसीडी प्रोजेक्टर का उपयोग करने का प्रस्ताव है तो यह निर्दिष्ट करना आवश्यक है कि प्रोजेक्टर के इनपुट को कैसे दिया जाना प्रस्तावित है क्या शिक्षक को अपना लैपटॉप लाना होगा उदाहरण के लिए मेरे पास किसी से एक आमंत्रित व्याख्यान हो सकता है वह केवल एक पेन ड्राइव ला सकता है क्या कोई पेन ड्राइव लगा सकता है और व्याख्यान प्रस्तुत कर सकता है यदि आप एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके पाठ्यक्रम का संचालन कर रहे हैं तो एलएमएस से आवश्यक संपर्क बनाना होगा यदि आप MOODLE का उपयोग कर रहे हैं और यदि आप छात्र से एक छोटी क्विज का उत्तर देने की अपेक्षा करते हैं क्विज़ LMS का उपयोग करके बनाया जा सकता है जब तक कि आपके पास कक्षा में वाई फाई कनेक्टिविटी नहीं होगी तो छात्रों की प्रतिक्रियाएँ एकत्र नहीं की जा सकतीं कुछ प्रशिक्षक फ्लिपचार्ट जैसी चीजों का उपयोग करना चाहते हैं बड़े नक्शे दिखा सकते हैं कलाकृतियां दिखा सकते हैं एक उपकरण प्रदर्शित कर सकते हैं या एक प्रयोग कर सकते हैं इनमें से कई व्यवस्थाओं के लिए लंबी अवधि की योजना की आवश्यकता होती है और किसी के द्वारा पहली ही कक्षा में इन सभी चीजों के होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है उदाहरण के लिए कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एंडी पॉश एक बिंदु साबित करने के लिए ये करते थे जो भी उद्देश्य आप मानना चाहे वे उत्पाद डिजाइन के बारे में बात करने के लिए अपनी कक्षा में एक अजीब चीज करते थे वे एक अच्छा सीडी प्लेयर लाते थे और एक बड़ा स्लेजहैमरहथौड़ा लाते और पहले उसे तोड़ते थे बेशक हम आप में से किसी को भी यह अनुशंसा नहीं करने जा रहे हैं कि आप कुछ लाना शुरू करें और उसे कक्षा में तोड़ दें लेकिन उनका काम करने का अपना तरीका था इसलिए एक शिक्षक जो कुछ भी करना चाहता है उसके लिए पहले से योजना बनानी होगी शिक्षक को भी विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण रखना चाहिए मेरे पास किस तरह के छात्र आ रहे हैं आप इसे एकरूपी नहीं बना सकते हैं और कह सकते हैं कि कुछ छात्रों को छोड़कर सभी छात्र खराब हैं इस तरह की एकरूपी छवि के साथ रहना अच्छा विचार नहीं है भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा को कोई भी कर सकता है माना जाता है और यह कुछ सार्थक रोजगार पाने का एक तरीका है 90 के दशक की शुरुआत में बहुत अधिक सामाजिक दबाव था और माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे इंजीनियरिंग करें और इंजीनियरिंग संस्थानों का अभूतपूर्व विकास हुआ इसका भी निजीकरण किया गया है आपको सीटें भरनी हैं और जब आप सीटें भरते हैं तो छात्रों को प्रवेश देने में प्रवेश स्तर की क्षमता को कम करने के लिए राजनैतिक और अन्य सामाजिक दवाब आते है जो कोई भी पास हो जाता है माना कि 40 प्रतिशत अंक आये है तो इंजीनियरिंग में शामिल होने का पात्र हैं यदि आप सीईटी कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी देखें तो आपके पास 50000 रैंक हो सकती है लेकिन आपके पास एक रैंक होना ही चाहिए एक 50000वी रैंक का व्यक्ति भी आ सकता है और इंजीनियरिंग प्रोग्राम में शामिल हो सकता है जब आपके पास ऐसी स्थिति हो यानी आप समानता इक्विटी चाहते हैं समानता का मतलब है कि सभी सामाजिक तबके सभी आर्थिक तबके के लोगों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं की परवाह किए बिना इंजीनियरिंग का अध्ययन करने का मौका मिलना चाहिए और इसके अलावा छात्र आसानी से वहा पहुच सके चाहे वह फीस या गृह नगर से दूरी हो उसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए इन दोनों के परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग संस्थान का जबरदस्त विकास हुआ है कक्षा में आपको यह स्वीकार करना होगा आपके पास व्यापक रूप से भिन्न क्षमताओं वाले छात्र हैं उन संस्थानों के शिक्षक इसकी शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अपना अस्तित्व बचाए रहने का कोई कारण नहीं है कॉलेज आपको रोजगार दे रहा है आप शिक्षक हैं और ये वो छात्र हैं जो आपके साथ हैं तो आपको बस छात्रों और आपके पास मौजूद पाठ्यक्रम के साथ सबसे अच्छा काम करने की आवश्यकता है आपको अपनी कक्षा और अपनी कक्षा के प्रकार के अनुरूप अपने निर्देश को समायोजित करना होगा शिक्षण और सीखने पर कक्षा की क्षमता और प्रेरण गुणता का बहुत प्रभाव पड़ेगा अगर किसी पाठ्यक्रम के लिए कई सेक्शन हैं तो छात्रों का यह प्रोफाइल साल दर साल या हर सेक्शन में अलग अलग हो सकता है इसलिए हम जो सुझाव देते हैं वह छात्रों का अनुमानित पार्श्वचित्र प्रोफ़ाइल है इसे मनोवैज्ञानिक से परामर्श करने के बाद बनाया जा सकता है छात्र के बारे में डेटा के आधार पर कि वह कहाँ से आया है उसने पहले किस तरह का प्रदर्शन किया था आप संज्ञानात्मक क्षमताओं और प्रेरक भाव जैसी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं उदाहरण के लिए आप में से कई शिक्षकों ने इस प्रेरणा के मुद्दे का अनुभव किया होगा क्योंकि बिल्कुल प्रेरणा शून्य इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को माता पिता द्वारा इंजीनियरिंग करने के लिए प्रेरित किया जाता है ऐसे छात्र कभी कभी विद्रोह करते हैं और प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं कभी कभी वे खुद को मुख्य धारा में लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं मैं कुछ 5 स्तरों में इन्हें विभाजित करता हूं यदि छात्रों की संख्या कि बात करे तो यदि मेरे पास 60 छात्र हैं तो उन्हें उनकी क्षमताओं और प्रेरणा के संबंध में कैसे वितरित किया जाता है अगर मेरे पास यह हो सकता है तो यही एक पृष्ठभूमि है जो मेरे निर्देश की योजना बनाने के लिए काम करती है ऐसा नहीं है कि मैं इसके संबंध में एक सूत्र बना सकता हूं एक शिक्षक को यह कहना होगा कि मैं वास्तव में किस स्तर पर अपने निर्देश की योजना बना रहा हूं और वास्तव में छात्रों के बारे में उसकी धारणा के आधार पर पाठ्यक्रम का संचालन करता हूं हम चाहते हैं कि आप अपने विषय के पाठ्यक्रम को उस ढांचे के भीतर लिखें जिसे आप संचालित कर रहे हैं जो विषय आपके द्वारा पढाया गया या आप जिससे भलीभांति परिचित हैं आप ये कर सकते हैं कि उन 17 18 बिन्दुओं को देखें जिनके बारे में हमने बात की थी ज्यादातर चीजें पहले के चरणों में पहले ही की जा चुकी है इस क्रम में उन बिन्दुओं को व्यवस्थित करें हम आपकी सराहना करेंगे यदि आप हमारे साथ ये साझा करते है अगली इकाई में जो कार्यान्वयन चरण 2 है हम कार्यान्वयन चरण की शेष प्रक्रिया को देखेंगे ध्यान देने के लिए धन्यवाद